जैसा कि आप अब तक ध्यान दे रहे होंगे हम विद्युत क्षेत्र या आवेशों पर बल की गणना कर रहे हैं और इसके लिए हमें जो करना है वह यह है कि स्थिति के आधार पर विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों का उपयोग करना है इसलिए मैं इस व्याख्यान में जो करुंगा वह यह है कि आप के लिए तीन निर्देशांक पद्धतियों और उनके रेखीय घटकों और पृष्ठीय घटकों और आयतन घटकों की समीक्षा करुंगा ताकि आप उनका आसानी से उपयोग कर सकें मैं आपके लिए कार्तीय निर्देशांक पद्धति की समीक्षा करुंगा मैं आपके लिए बेलनी निर्देशांक पद्धति की समीक्षा करुंगा और अंत में गोलीय निर्देशांक पद्धति की समीक्षा करुंगा ये अन्य हैं जिनका उपयोग हम प्रायः कई समस्याओं में करते हैं तो आइए हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति के साथ शुरू करते हैं जिसमें मूल बिंदु से किसी बिंदु को उसके निर्देशांक x y और z के रूप में लिखा जाता है तो अगर मैं एक बिंदु x y और z लिखा रहा हूं तो मैं x दिशा में x से y दिशा में y से और फिर z दिशा में z से आगे बढ़ रहा हूं इसलिए यह दूरी y होगी यह दूरी x होगी और यह ऊंचाई z होगी इस निर्देशांक पद्धति में जब मैं बिंदु x y z से पास के एक अगल बिंदु पर जाता हूं जो कि x plus d x y plus d y और z plus d z हो सकती है वह रेखीय घटकहै तो रेखीय घटक d l सदिश को x दिशा में d x इकाई सदिश प्लस y दिशा में d y इकाई सदिश प्लस z दिशा में d z इकाई सदिश के रूप में दिया जाता है dldxxdyydzz अगला मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल घटक को देखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप को पृष्ठीय क्षेत्रफल के सदिश रूप की अवधारणा की आदत हो जाए विशेष रूप से जब हमने देखा था कि हम विद्युत क्षेत्र के अभिवाह की गणना कर रहे थे तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का उपयोग सदिश राशि के रूप में किया था इसी तरह जब हम अपसरण और उन जैसी चीजों की गणना कर रहे थे और जब आप अपसरण प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक सदिश राशि के रूप में लिया था इसलिए कार्तीय निर्देशांक में मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल लम्ब x दिशा में पृष्ठीय क्षेत्रफल y दिशा में पृष्ठीय क्षेत्रफल और z दिशा में पृष्ठीय क्षेत्रफल की पहचान करना चाहता हूं पारंपरिक रूप से x दिशा में पृष्ठीय क्षेत्रफल x अक्ष के लंबवत होगा तो यह y z समतल के समानांतर है और यह दूरी d y है यह दूरी d z है मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल घटक ds को y z dx dy के रूप में लिखने जा रहा हूं नहीं यह नहीं है dx x के लंबवत है तो इसलिए मुझे इसे x दिशा में d y d z के रूप में लिखना चाहिए इसी प्रकार y दिशा में क्षेत्रफल घटक y अक्ष के लंबवत होगा और इसमें x घटक चौड़ाई dx ऊंचाई d z होगी और इसलिए उस दिशा में ds y दिशा में dx dz होगा और z दिशा में इसी तरह से z दिशा में मेरे पास यह d x d y के रूप में हो सकता है इसलिए मैंने कार्तीय निर्देशांक में पृष्ठीय क्षेत्रफल घटक को परिभाषित किया है dsdydzx dsdxdzy dsdxdyz तीसरा मैं आपके लिए आयतन घटक का पता लगाऊँगा स्वाभाविक रूप से आयतन घटक कार्तीय निर्देशांक में एक बॉक्स एक छोटे आकार का बॉक्स होगा यह x y z है आकार dx dz और इस दिशा में d y है तो आयतन घटक dx dy d z होगा इकाई सदिश हम पहले से ही जानते हैं कि x y और z हैं और ये दिक् में स्थिर हैं ये स्थिर इकाई सदिश हैं ये दिशा नहीं बदलते हैं और परिमाण स्पष्ट रूप से 1 है dVdxdydz अगला आइए हम बेलनी निर्देशांक पद्धति पर विचार करेंगे और यह उपयोगी है जब हम ऐसी परिस्थितियों के साथ काम करेंगे जहां यह बेलनाकार सममिति है इसका मतलब है कि z अक्ष के परितः सममिति है जब आप z अक्ष के परितः जाते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है तो पहले मुझे एक निर्देशांक पद्धति बनाने दीजिए यह मेरा मूल x y और z निर्देशांक पद्धति है बेलनी निर्देशांक में मैं x y समतल में मूलबिंदु से एक बिंदु की दूरी माप करके उसको निर्दिष्ट करता हूं और हम इसको S कहेंगे मैं ग्रिफिथ्स की पुस्तक में उपयोग किए गए संकेतन का उपयोग कर रहा हूं फिर हम x अक्ष से कोण को मापते हैं जिसे मैं phi कहूंगा और फिर xy समतल से ऊंचाई या z निर्देशांक जिसे मैं z कहूंगा तो यह rho द्वारा निर्दिष्ट है rho नहीं मैंने S कहा था S phi और Z मुझे पद्धति को निर्दिष्ट करने के लिए तीन निर्देशांको की आवश्यकता है और हमने इनको S phi और Z नाम दिए है आप तुरंत देख सकते हैं संबंध को की S इन कार्तीय निर्देशांक के बीच के संबंध का x वर्ग प्लस y वर्ग का वर्गमूल होगा tangent phi y का x से विभाजन होगा और z z है इन समीकरणों का प्रतिलोम निकाल कर मैं x को S cosine of phi और y को sine S sine of phi के बराबर लिख सकता हूं sx2y2 tanϕyx xscosϕ yssinϕ आइए हम इकाई सदिशों को देखते हैं यदि मैं बेलनी निर्देशांक में इकाई सदिशों को देखता हूं तो यह कोण phi है यह दूरी S है और यह ऊंचाई Z है S की दिशा में इकाई सदिश मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं यदि मैं एक अलग बिंदु पर जाता हूं जो कहिए यहां है तो आप देखेंगे कि S इकाई सदिश दिशा बदल लेता है तो यह इकाई सदिश S मूल बिंदु से दूर जाने वाली दिशा में है और यह दिक् में स्थिर नहीं है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बिंदु पर हैं फिर मैं इकाई सदिश phi को परिभाषित करता हूं जो x y समतल में S इकाई सदिश पर लम्बवत है तो phi यह लाल है इकाई सदिश जिसे मैं दिखा रहा हूं और यह भी दिक् में स्थिर नहीं है और तीसरा Z इकाई सदिश है जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति की तरह है जो दिक् में स्थिर है आरेख से आप यह भी देख सकते हैं कि S इकाई सदिश कुछ नहीं बल्कि cosine of phi x unit vector plus sine of phi y unit vector के बराबर है phi इकाई सदिश phi minus sine of phi x unit vector plus cosine of phi y unit vector के बराबर है और z स्पष्ट रूप से z है scosϕxsinϕy ϕ sinϕxcosϕy zz यदि मैं इस बिंदु का सदिश पोजीशन सदिश दिखाना चाहता हूं बिंदु S phi और Z का पोजीशन सदिश यह यहां पर S दिशा में सदिश प्लस Z का योग होगा तो सदिश r को S दिशा में S और Z दिशा में Z के योग रूप में दिया जाता है यह बिंदु का पोजीशन है मूल बिंदु से बिंदु तक का सदिश आइए हम बेलनी निर्देशांक में रेखीय घटकों क्षेत्रफल घटकों और आयतन घटकों को देखें तो यदि मैं S phi और Z बिंदु से एक अन्य बिंदु पर जाता हूं जो S plus d S phi plus d phi और z plus d z है तो रेखीय घटक d l आइए हम ज्यामितीय रूप से देखें कि यह कैसा दिखता है इसलिए मैंने यहां एक बिंदु बनाया है जो S phi और Z है और इसका पोजीशन सदिश r द्वारा दिया गया है जो SS plus Z Z है अगला बिंदु पास ही में है जो S phi plus d phi z plus d z पर है तो r plus dr प्राप्त होता है या जिसे मैं dl के रूप में लिख सकता हूँ S से बढ़ी हुई दूरी ds पर जाने से प्राप्त होता है S plus S मैं इसे यहीं लिख सकता हूँ जैसा कि मैंने पहले कहा था S नियत नहीं है तो मैं S plus z plus d z की दिशा भी बदल रहा हूं जो कि नियत है इसलिए केवल पहले आर्डर को रखते हुए मैं इसे S S plus S d s इकाई सदिश के रूप में लिख सकता हूं यह इकाई सदिश plus d s में परिवर्तन है जो कि S plus Z in the unit vector Z direction plus d z Z और S plus S की दिशा में दूरी में परिवर्तन है और यह बाएं हाथ की तरफ r के बराबर है जो S unit vector S plus Z d z plus d l है आइए कुछ पदों को रद्द करते हैं SS रद्द हो जाता है यह ZZ plus dl था यह पद दाएँ हाथ की तरफ ZZ के साथ रद्द हो जाता है और इसलिए मुझे dl S d s plus d s S plus d z Z के बराबर मिलता है ध्यान दीजिये कि यदि मैं S की दिशा में d s से आगे बढता हूं मैं स्पष्ट रूप से एक सदिश d s S इकट्ठा करता हूं मैं Z की दिशा में d z से आगे बढता हूं मैं एक सदिश d z Z इकाई सदिश इकट्ठा करता हूं यह अतिरिक्त पद है rsszz rdrsdssds or sszzdlsssdsdsszdzdzz और आइए देखें d s क्या है इकाई सदिश d s बदल गया है तो मुझे x y समतल को देखने दीजिये यह मेरा X है यह मेरा Y था और हमने जो किया है वह यह है किd s इस तरह था वह थोड़ा परिवर्तित हो गया है यह phi दिशा में इंगित कर रहा था और अब यह phi plus d phi दिशा में इंगित कर रहा है और परिवर्तन मैं नीले रंग से दिखाऊंगा यह इकाई सदिश है यह सदिश इकाई सदिश नहीं यह सदिश है पहले ध्यान दीजिये कि यह बदलाव phi दिशा में है और यह परिमाण d phi और इस लंबाई का जो कि एक के बराबर है गुणनफल होगा तो यह S ds होगा या ds सदिश का परिमाण phi दिशा में एक और d phi का गुणनफल होगा और इसलिए मैं रेखीय घटक dl को S ds के रूप में लिख सकता हूं जो कि S d phi phi दिशा में plus d s S plus d z Z के बराबर है जो कि बेलनी निर्देशांक में एक रेखीय घटक है dlsdssdϕdssdzz यह एकदम सही समझ में आता है क्योंकि यदि आप एक एक पद को देखते हैं तो यह phi दिशा में चली गई दूरी है यह S दिशा में चली गई दूरी है यह Z दिशा में चली गई दूरी है इसके बाद चलिए हम क्षेत्रफल घटक को देखते हैं यदि मैं बेलनी निर्देशांक में क्षेत्रफल घटक को देखता हूं तो मैं x y z को S के लंबवत क्षेत्रफल पर phi के लंबवत क्षेत्रफल पर और Z के लंबवत क्षेत्रफल पर देख रहा हूं यह S इकाई सदिश है यदि मैं S के लंबवत क्षेत्रफल को देख रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि एक घटक इस तरह से x y समतल में होगा और इस क्षेत्रफल का दूसरा घटक Z दिशा में होगा जैसे हमने अभी देखा है यह दूरी S d phi होगी और ऊँचाई d z है तो क्षेत्रफल घटक ds phi दिशा में S dz d phi होगा आप यह देख सकते हैं कि मात्रक दूरी का वर्ग है अब अगला phi दिशा में कैसे हो मैं एक घटक लेने जा रहा हूं जो कि Z दिशा में है और phi दिशा के लंबवत है यह phi दिशा में क्षेत्रफल होगा यह दूरी जो Phi के लंबवत है ds है और ऊँचाई dz है और इसलिए phi दिशा में ds d s होगा d z phi दिशा में मुझे यहाँ दिशा S लिखनी चाहिए थी और यदि मैं z के लंबवत क्षेत्रफल घटक को देखता हूँ तो यह d s होगा और मैं इस d s और S d phi की तरह आगे बढूंगा तो Z दिशा में ds क्षेत्रफल घटक d s S और d phi का गुणनफल होगा यह Z दिशा में है आप इसकी पुष्टि जल्दी कर सकते हैं यदि मुझे xy समतल में एक इकाई वृत्त के क्षेत्रफल को देखना हो कहिए कि यह एक इकाई वृत्त है इसका मतलब है कि त्रिज्या 1 है या आप त्रिज्या को r के बराबर भी ले सकते हैं फिर क्षेत्रफल S d s d phi का समाकलन होगा S 0 से r तक भिन्न होता है d phi 0 से 2 pi तक भिन्न होता है और आपको 2 pi times S square by 2 0 to r मिलता है जो आपको pi r का वर्ग प्रदान करता है या यदि मैं बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के इस तरफ का क्षेत्र देख रहा होता तो तो आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्रफल S की दिशा में है और यदि मुझे परिमाण की गणना करनी होगी और इस पर गौर कीजिए तो क्षेत्रफल समाकलन होगा S जो इस सतह के लिए निश्चित त्रिज्या R है d z d phi जो कुछ भी नहीं बल्कि R है dz बेलन की ऊंचाई और 2 pi का गुणनफल है जो 2 pi R H है एक परिचित परिणाम है

0RπR2 RdzdϕRh2π2πRh तीसरा हम बेलनी निर्देशांक में आयतन घटक को देखते हैं मैं इसे कई अलग अलग तरीकों से देख सकता हूं एक आयतन घटक और कुछ नहीं बल्कि किसी क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल है इसलिए मैं अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्रफल का चयन कर सकता हूं मान लीजिए कि मैं क्षेत्रफल को Z दिशा में लेता हूं यह क्षेत्रफल जो हमने देखा है वह कुछ नहीं केवल d s और S d phi का गुणनफल है तो S d d phi और इस आयतन घटक के लिए ऊंचाई d z होगी तो मैं बस dz से गुणा कर सकता हूं वह आयतन घटक है आप अन्य क्षेत्रफल बना सकते हैं इसलिए पता कर लीजिए कि यह सही है तो आयतन घटक d v कुछ भी नहीं बल्कि S ds d phi d z है